हम जो कार्य करने जा रहे हैं उन में से एक है कि विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करें आवेश वितरण को देखते हुए कोई स्पष्ट रूप से यह कह सकता है कि मैं अभी यह करने जा रहा हूं r पर E 1 over 4 pi Epsilon 0 integration dv rho r prime over r minus r prime r minus r prime cubed होने जा रहा है Er14π0dVrr r3r r क्या मैं हमेशा ऐसे ही गणना करूंगा मान लीजिए मैं आप से अलग सवाल पूछता हूं मान लीजिए मैं यहां पर इस स्थान के एक क्षेत्र में जाता हूं जहां मुझे इस आवेश के बारे में नहीं पता है लेकिन मुझे इन बिंदुओं पर क्षेत्र का पता है मुझे इसे बनाने दीजिए अलग रंग भरने दीजिए मान लीजिए कि मैं इस बिंदु पर क्षेत्र को जानता हूं तो जो मैं कहूंगा वह यह है कि परिसीमा पर क्षेत्र दिया गया है मुझे आवेश वितरण के बारे में पता नहीं है लेकिन मुझे परिसीमा पर दिए गए क्षेत्र के बारे में पता है क्या मैं यहां शेष स्थान में क्षेत्र की गणना कर सकता हूं आइएहम एक उदाहरण को देखते हैं तो जहां आप आवेश को निर्दिष्ट नहीं करते हैं गोलीय पिंड कितना आवेश रखता है लेकिन मैं आपको जो देता हूं मैं उस गोलीय पिंड को छिपाता हूं मैं आपको देता हूं कि इस सतह पर इस गोलीय सतह पर सभी क्षेत्र समान हैं और उसका परिमाण किसी स्थिरांक द्वारा दिया जाता है क्या मैं बाकी स्थान में क्षेत्र की गणना कर सकता हूं इस मामले में यह बहुत आसान है क्योंकि आप लाल गोले का केंद्र बिंदु लेने जा रहे हैं आप यह कहने जा रहे हैं कि सतह पर E स्पष्टतः 1 over 4 pi Epsilon 0 है क्योंकि सभी गोलाकार है परिमाण R वर्ग द्वारा भीतर के किसी आवेश का विभाजन है ER14π0QR2 और इसलिए E आगे 1 over 4 pi Epsilon 0 Q का r वर्ग से विभाजन होगा जिसे मैं 1 over 4 pi Epsilon 0 Q over R square times R square over r square के रूप में लिख सकता हूं मैंने R वर्ग से गुणा और विभाजित किया हैं जिसे मैं E R times R square over r square कहूंगा Er14π0Qr214π0QR2 तो यहाँ मैं क्षेत्र के स्वभाव के कारण तर्क प्रस्तुत कर सकता हूं क्योंकि सभी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गोलीय सममित हैं इसलिए मैं समझ सकता हूं कि यह एक बिंदु आवेश के कारण है लेकिन क्या होगा अगर मुझे समान सतह दी जाए लेकिन जैसा आप जानते हैं कि क्षेत्र की मनमानी दिशा है सतह पर मनमाना परिमाण है तब मैं क्या करूंगा फिर स्पष्टतः मुझे जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्षेत्र को यहां पर बाहर ले जाएं और किसी प्रकार के अवकल समीकरण का उपयोग करके पता करें कि यह अगले बिंदु पर क्या है यह अगले बिंदु पर क्या है और फिर समाकलन करते रहें तो एक परिसीमा से शुरू करते हुए हर स्थान पर क्षेत्र पता कर सकते है अगर क्षेत्र के अवकल ज्ञात हैं अब मैंने पहले ही कहा कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं यह आवश्यक नहीं कि हर बार मुझे पता चले कि आवेश कहीं पर कितना है मुझे एक परिसीमा दी जा सकती है जहां पर मैं इस क्षेत्र को जानता हूं मैं इसे यहाँ से कैसे बनाऊँ तो यदि मुझे अवकल पता हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूं दूसरे शब्दों में मैं जो कह रहा हूं वह है कि क्या E एक अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है जिसे एक परिसीमा से शुरू होने वाले क्षेत्र को पता करने के लिए हल किया जा सकता है जहां पर यह पता है क्या यह बात स्पष्ट है इसलिए हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम एक अवकल समीकरण को पता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर मुझे किसी परिसीमा पर क्षेत्र का पता चल जाए किसी निश्चित क्षेत्र में मैं इसे वहां से बना सकूं अब देखते हैं कि इसकी कितनी परिभाषाएँ हैं E के 3 अवयव हैं क्योंकि यह एक सदिश राशि है हमारे पास x दिशा में E x यह y अवयव है और E z है और ये सभी x y और z के फलन हैं ये सभी x y और z के फलन हैं x y और z तो यदि मैं बिंदु से बिंदु तक जा रहा हूं इस बिंदु से इस बिंदु पर यह बिंदु इस बिंदु पर सभी तीन अवयव E x परिवर्तित होता है जब मैं x में बदलाव करता हूं लेकिन y और z को वही रखता हूं इसका अर्थ है कि है मैं x के संदर्भ में एक आंशिक अवकलज ले रहा हूं यदि मैं y में बदलाव करता हूं तब भी E x परिवर्तित होता है या यदि मैं z में बदलाव करता हूं तब भी E x परिवर्तित होता है और इसी तरह सभी अन्य अवयव करते हैं यदि मैं इस बिंदु पर हूं तो हम कहते हैं कि यह x है यह y है यह z है यदि मैं x z समतल में यहां से जाता हूं तो जैसे ही मैं यहां स्थानांतरण करता हूं E x अवयव बदल सकता है यदि मैं y दिशा में जाता हूं तो E x अवयव फिर से बदल सकता है तो वह इन तीन अवकल आंशिक अवकलज द्वारा वर्णित किया गया है इसी तरह y अवयव तीनों निर्देशांक के साथ बदल जाएगा और इसी तरह z अवयव भी करेगा इसलिए सैद्धांतिक रूप से मुझे इन सभी तीन 9 अवकलो की आवश्यकता है किसी दूसरे बिंदु पर एक बिंदु से इसके 9 अवयवों की मात्रा से इससे शुरू होने वाले क्षेत्र की गणना करने के लिए और मुझे उन सभी को सूचीबद्ध करना चाहिए लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि एक प्रमेय है और मैं इस प्रमेय को साबित किए बिना कहूंगा कि इसे हेल्महोल्ट्ज़ का प्रमेय कहा जाता है और दी गई परिसीमा पर यह बताता है कि मान लीजिए कि मैं किसी क्षेत्र के किसी सदिश क्षेत्र के लंबवत अवयव को जानता हूं तो सभी क्षेत्रों के लंबवत अवयव पता है तब मैं बाद में उन राशियों को परिभाषित करूँगा और उनका व्याख्यान करूँगा अगर हम अपसरण को जानते हैं तो मैं एक मिनट में इसका अर्थ समझा दूंगा जो इस तरह से अवकलजों का संयोजन है अपसरण x अवयव का x के सन्दर्भ में अवकलज और y अवयव का y के सन्दर्भ में अवकलज और z अवयव का z के सन्दर्भ में अवकलज का जोड़ होता है Divergence ExδxEyδyEzδz यदि हम अपसरण को और एक अन्य राशि जिसे कुंतल कहते हैं को जानते हैं यदि हम इन दो राशियों को जानते हैं मुझे इसके अवयव लिखने दीजिए उदाहरण के लिए कुंतल का x अवयव partial E z by partial y minus partial E y by partial z होगा y अवयव partial z of x minus partial E z by partial x होगा और z अवयव partial E y with respect to E x minus partial E x with respect to y होगा यदि मुझे इस राशि का कुंतल पता है और यदि मुझे अपसरण पता है तो मैं हर जगह क्षेत्र की गणना कर सकता हूं Curl Ezδy Eyδz Exδz Ezδx Eyδx Exδy तो हम इस हेल्महोल्ट्ज़ के प्रमेय का उपयोग करते हैं और यदि मैं परिसीमा पर लंबवत अवयव को जानता हूं तो मुझे केवल कुंतल और अपसरण का पता लगाना होगा आइए हम इनके अर्थ को समझते हैं और यही है जो कि बाकी व्याख्यान में होगा आज मैं सदिश क्षेत्र के अपसरण पर ध्यान केंद्रित करूंगा आपने अपसारी शब्द सुना है अपसरण का अर्थ है कि हम कहते विचार अपसारी हैं अपसारी प्रकाश किरणें आ रही हैं तो इसका मूल रूप से अर्थ है कि विशेष रूप से क्योंकि आपने इसे अपनी 12 वीं कक्षा की किताब में देखा होगा यदि प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हों तो हम कहते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें अपसरण कर रही हैं अगर लोगों के विचार अलग अलग हैं तो हम कहेंगे कि उनके विचार अपसारी हैं लेकिन विद्युत क्षेत्र के लिए हमें इसमें दिलचस्पी नहीं हैं जिसमें हम रुचि रखते हैं वह ये अपसारी गणितीय राशियाँ हैं प्रकाश की किरणें अपसरण कर रही हैं मैं बहुत आसानी से प्रकाश के किरणों को सदिश क्षेत्र से प्रतिस्थापित कर सकता हूं और कह सकता हूं कि ये इस क्षेत्र के सदिशों का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखाएं हैं जिनको हम मान रहे हैं हम पता करना चाहते हैं कि इससे क्या देख रहे हैं इसके लिए हम क्या महसूस कर रहे हैं इस अपसरण का अर्थ क्या है और इसे बहुत बहुत सटीक तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं जब हम इसे परिभाषित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में कहते हैं कि कुछ अपसारित हो रहा है तो यह एक द्रव प्रवाह होगा जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी तो हम कहते हैं कि यह पानी या एक तरल पदार्थ प्रवाहित हो रहा है और सभी स्थानों पर विभिन्न बिंदुओं पर इसकी अलग अलग धाराएं होंगी और ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणों के अपसरण की तरह इस वेग का भी अपसरण हो रहा है क्या हम इस बात को समझ सकते हैं कि अपसरण का अर्थ क्या है क्या मैं इसे निश्चित अर्थ दे सकता हूं तो आइए देखें कि अगर मैं यहां एक आयतन छोटा आयतन लेता हूं तो जो भी तरल पदार्थ भीतर आ रहा है और जो भी बाहर जा रहा है क्या वे बराबर है तो मान लीजिए कि भीतर आने वाला तरल पदार्थ बाहर जाने वाले तरल पदार्थ के बराबर है उस मामले में मैं कहूंगा कि यह वास्तव में अपसारी नहीं है जो भी अंदर आता है वह बाहर जाता है दूसरी ओर यदि बाहर निकलने वाला द्रव भीतर आने वाले द्रव की तुलना में अधिक है मैं इसे अपसारी कहूंगा द्रव प्रवाह धाराओं वेग का अपसारी हैं क्योंकि वे जितना भीतर लाते हैं उससे कहीं अधिक बाहर ले जाते हैं या दूसरी ओर बाहर निकलने वाला द्रव भीतर आने वाले द्रव की तुलना में कम है मैं कहूंगा कि यह अभिसारी है क्योंकि यह ऋणात्मक अपसरण की तरह है आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है आइए एक लेंस से प्रकाश की किरणों को देखते हैं क्योंकि मैं कहता हूं ये अपसारी हैं और अगर मैं यहां छोटा आयतन लेता हूं तो इस मामले में जो भी प्रकाश भीतर आता है वह बाहर भी जा रहा है हो सकता है कि यह अपसारी हो या न हो लेकिन दूसरी ओर यदि मैं प्रकाश के स्रोत को एक बिंदु स्रोत की तरह लेता हूं और प्रकाश यहां से चारों ओर बाहर जा रहा है यदि मैं इसके चारों ओर एक छोटा आयतन लेता हूं और देखता हूं कि इस आयतन से प्रकाश बाहर जा रहा है प्रकाश चारों ओर बाहर जा रहा है तो तो यह वास्तव में अपसारी है दूसरी ओर अगर मैं यहां एक बिंदु लेता हूं जहां पर सारा प्रकाश भीतर आ रहा हैं तो मैं कहूंगा कि यह अभिसरित है क्योंकि इस बिंदु पर अभिसरण हो रहा है इस बिंदु से अपसरण हो रहा है यहां इस बिंदु पर वास्तव में कोई अभिसरण नहीं हो रहा है और अपसरण जैसा कि हमने अभी चर्चा की है इस बिंदु से अपसरण हो रहा है क्योंकि यहां से सब कुछ बाहर निकल रहा है तो इस तरह से आपको यह अनुभव होता है कि अपसरण का व्यवहार क्या है अपसरण का व्यवहार तब होता है जब सब कुछ बाहर जा रहा होता है या कुल बहिर्वाह होता है या कुल अन्तर्वाह होता है यह ऋणात्मक अपसरण है या कुछ भीतर जा रहा होता है